इसलिए हमारे पास एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें एक बहुत स्पष्ट समझ है कि एक बैंड लिमिटेड सिग्नल क्या है एक बैंड लिमिटेड सिग्नल हम एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं Xc एक फॉरिएर ट्रांसफॉर्म के साथ XcjΩ अब अगर यह पता चला है कि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के फॉरिएर ट्रांसफॉर्म में किसी विशेष फ्रीक्वेंसी के बाहर कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स नहीं होता है आइए हम इसे कहते हैं ΩB के रूप में फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया को सिमेट्रिक होने की आवश्यकता नहीं है यदि यह एक रियल सिग्नल है तो यह सिमेट्रिक होगा लेकिन इसे सिमेट्रिक होने की आवश्यकता नहीं है हम बैंड लिमिटेड सिग्नल्स के बारे में बात कर सकते हैं जो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हैं इसलिए हम एक रियल सिग्नल बैंड लिमिटेड का केस लेंगे तो आपके पास स्पेक्ट्रम है जो ΩB के भीतर निहित है तो जो गुण यह विशेष सिग्नल में है वह यह है कि XcjΩ0 उन सभी ¿Ω∨≥ΩB के लिए या दूसरे शब्दों में आपके स्पेक्ट्रम 0 तक पहुँच जाता है जब आप ΩB हिट करते हैं और उसके बाहर कोई स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स नहीं है ठीक है तो इस ढांचे में हमारे पास न्यक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम है जी की संचार में एक प्रसिद्ध अवधारणा है हम उस का उपयोग करना चाहते हैं और उस पर निर्माण करना चाहते हैं न्यक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम मूल रूप से बताता है कि यदि Xc एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है BL मतलब बैंड लिमिटेड है बैंड लिमिटेड सिग्नल XcjΩ के साथ है बैंड लिमिटेडनेस के लिए शर्त जो हमने पहले ही निर्दिष्ट की है 0 उन सभी Ω∨≥ΩB के लिए फिर Xc को विशिष्ट रूप से पुनर्निर्माण किया जा सकता है Xc इसके सैम्पल्स से विशिष्ट रूप से निर्धारित या पुनर्निर्माण किया गया है जैसा कि इसके सैम्पल्स द्वारा हमने पहले के आंकड़े में देखा है जहां x n जब n 0 1 2 में सैम्पल्स किए गए कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के सैम्पल्स हैं मूल रूप से आप सभी उपलब्ध सैम्पल्स लेते हैं इस शर्त के तहत कि Ωs≥2ΩB और Ωs हमें देता है वह है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी और जो हमें सैंपलिंग पीरियड प्रदान करता है Ts2πΩs ठीक है तो मूल रूप से यह कहता है कि यदि आप न्यक्विस्ट दर को संतुष्ट करते हैं तो आप एक बैंड लिमिटेड सिग्नल की उच्चतम फ्रीक्वेंसी के दो बार सैंपल हैं तो हमें गारंटी दी जाती है कि हम सूचना के नुकसान के बिना एक सिग्नल को फिर से संगठित करने में सक्षम हैं ठीक है मैं आपके साथ कुछ उदाहरणों पर चर्चा करना चाहता हूं और यह भी हो सकता है कि आप इस पाठ्यक्रम की सामग्री की तर्ज पर सोचें जो हम एक साथ अध्ययन करने जा रहे हैं तो मैं इसे सैंपलिंग और पुनर्निर्माण के उदाहरण के रूप में बताता हूं ठीक है अब आपको भाग लेना होगा यह सवालों की एक श्रृंखला होगी और चूंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए मुझे आपके सवालों को दोहराना पड़ सकता है ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए लेकिन यह सिर्फ इतना है कि हम इन पर चर्चा कर सकते हैं अब आप जो टेलीविज़न देखते हैं वह कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स संकेत है डिस्क्रीट टाइम ठीक है लेकिन यह कंटीन्यूअस लगता है जैसा दिखता है वैसा है नहीं तो क्या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कोई पुनर्निर्माण हो रहा है वहाँ सभी में कोई पुनर्निर्माण है या यह सिर्फ छवियों का एक सीक्वेंस है यह पता चला है कि आपकी आंख और मस्तिष्क वास्तव में पुनर्निर्माण करते हैं क्योंकि वे अंतराल में भरते हैं इसलिए समय के आयाम में निरंतर गति जैसा दिखता है वास्तव में एक सैंपल संस्करण है तो मुझे बस यह लिख देना चाहिए तो सबसे पहले आपके पास आपका टीवी सिग्नल है यह या तो स्टैंडर्ड डेफिनिशन या हाई डेफिनिशन हो सकती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां तक कि अगर आप अल्ट्रा हाई डेफिनिशन पर जाते हैं तो भी यह समय की प्रक्रिया में डिस्क्रीट है आइए हम नीचे लिखते हैं कि उस के कुछ तत्व क्या हैं तो क्या हाई फिनिशन से स्टैंडर्ड डेफिनिशन को अलग करता है स्टैंडर्ड डेफिनिशन में सीधा पहलू में एक निश्चित संख्या में पिक्सेल और आड़ा पहलू में निश्चित संख्या में पिक्सेल 720 704 हैं जो आपको 05 मेगापिक्सेल देता है हाई फिनिशन में समान प्रदर्शन आकार में पिक्सेल की संख्या बढ़ जाती है तो यह 1920 1080 है जो 21 मेगापिक्सेल है ठीक है जो है वह नहीं है तो यह वही है जो 1 छवि का निर्माण करता है उस टीवी फ्रेम के बाद यह आमतौर पर प्रति सेकंड फ्रेम के संदर्भ में होता है और आमतौर पर फ्रेम प्रति सेकंड हमने 24 के साथ शुरुआत की है फिर अंततः 30 के बारे में बात करते हैं फिर 50 फिर 60 ठीक है तो प्रति सेकंड 60 फ्रेम शायद सबसे अधिक है जो आज हम सामना करते हैं अब यह पुनर्निर्माण करने के लिए मस्तिष्क और आंख के संयोजन के लिए क्या लेता है तो मानव आंख मस्तिष्क मूल रूप से पुनर्निर्माण कर सकता है यदि आप 12 से 14 फ्रेम प्रति सेकंड से अधिक है ठीक है तो इसका मतलब है कि यदि चित्र कम से कम 14 फ्रेम प्रति सेकंड में आ रहे हैं तो आपका मस्तिष्क और आंख का संयोजन इसे सुचारू बना सकता है अन्यथा यह झटकेदार दिखाई देगा यदि यह 6 फ्रेम प्रति सेकंड पर जाता है तो यह झटकेदार दिखाई देगा लेकिन 14 से ऊपर कुछ भी इसलिए आप देख सकते हैं कि 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर यह एक बहुत ही सहज संचरण जैसा दिखता है क्योंकि आपका आंख मस्तिष्क संयोजन कर रहे है ठीक है अब वह समय अक्ष में है तो यह समय का अक्ष है इसलिए हमने चर्चा की है कि समय के अक्ष पर इसे करने में क्या लगता है स्पेसिअल डायमेंशन में क्या है x y फिर से कि हमने वास्तव में पिक्सेल को परिभाषित किया है जो हमें बताता है कि यह स्पेसिअल डायमेंशन में भी कंटीन्यूअस नहीं है एक बार फिर से आप एक निश्चित पिक्सेल डेंसिटी को पार कर लेते हैं आपका मानव आंख मस्तिष्क संयोजन इसे बना सकता है यह एक निरंतर छवि की तरह दिखता है और विशिष्ट पिक्सेल नहीं दिखता है तो केवल अगर पिक्सेल एक निश्चित बिंदु से नीचे गिरता है तो आप दानेदार तस्वीरें देखना शुरू करते हैं और आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो फिर से ये दोनों वास्तव में डिस्क्रीट हैं एक समय में डिस्क्रीट है दूसरा जगह में डिस्क्रीट है लेकिन पुनर्निर्माण या इसे सुचारू करना प्रक्रिया में हो रहा है इसलिए यह सैंपलिंग और पुनर्निर्माण की धारणा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए बहुत उपयोगी है तो यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है जो मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के संदर्भ से महत्वपूर्ण है ठीक है अब मेरे पास एक पहिया है जो घूम रहा है ठीक है हम कहते हैं कि यह एन आरपीएम पर घूम रहा है ठीक है इसलिए और इस पहिये पर एक जगह है जिसे मैंने पहिया पर चिह्नित किया है ठीक है अब यह पहिया एन आरपीएम पर घूम रहा है यदि मैं प्रति मिनट इस पहिया को एन बार देखता हूं तो ठीक है मूल रूप से मैं इस पहिया को एन टाइम प्रति मिनट पर देखने जा रहा हूं पहिया कैसा दिखता है स्थिर लग रहा है ठीक है ऐसा क्यों है क्योंकि हर बार जब आप देखते हैं तो बिंदु एक ही स्थान पर है ठीक है अब मूल रूप से यह हमें सैंपलिंग के कलाकृतियों में ले जा रहा है इसलिए अगर मैं सावधान नहीं हूं तो मैं निश्चित रूप से इस स्थिति का गलत अर्थ लगाऊंगा जहां पहिया स्थिर है ठीक है अब दिलचस्प मामला आता है जहां मैं एन1 के सैम्पल्स प्रति मिनट जहां एन1 एन N1 N का सैम्पल्स लेता हूं क्या होगा नहीं केवल एन से थोड़ा अधिक है यह अब सुनिश्चित करने के लिए स्थिर नहीं है यह किस तरह से घूम रहा है इसके बारे में सोचो एंटीक्लॉकवाइज क्योंकि यदि आप इसे देखते हैं तो पहली बार मैंने छवि देखी थी यदि मैंने पूर्ण चक्कर के होने की प्रतीक्षा की थी तो यह उसी स्थान पर आया होगा लेकिन मैंने इसकी अवधि से थोड़ा सा पहले सैम्पल्स लिया था क्योंकि मैं इसे थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ तो अगली बार तुरंत मैंने यहाँ पहिया देखा तो यह वास्तव में आपको एक आर्टिफैक्ट देता है जहां यह कहता है कि पहिया एंटीलॉकवाइज दिशा में घूम रहा है ठीक है और निश्चित रूप से जो प्रश्न पूछा जाना है वह है जो यह सुनिश्चित करता है कि मैं पहिया को सही दिशा में सही गति से आगे बढ़ता हुआ देखूंगा कि यह क्या चल रहा है दो बार से अधिक मूल रूप से यह न्यक्विस्ट स्टेट में वापस आ जाता है तो जिस मिनट आप न्यक्विस्ट का उल्लंघन करते हैं उसके बाद संभावित आर्टिफैक्ट हैं जिनसे हमें बहुत सावधान रहना होगा लेकिन यह पता चला है कि ये आर्टिफैक्ट वास्तव में हमेशा हानिकारक नहीं होती हैं इन मामलों में वास्तव में कई मामलों में शोषण किया जा सकता है तो आर्टिफैक्ट इसलिए मूल रूप से ये चीजें उस विषय के अंतर्गत आती हैं जिसे हम मोटे तौर पर अलियासिंग के प्रभावों के रूप में वर्गीकृत करेंगे ठीक है पारंपरिक सिग्नल प्रोसेसिंग के संदर्भ में अलियासिंग को हानि के रूप में देखा जाता है हां यह एक कमजोरी है अगर आप इसके साथ सावधान नहीं हैं लेकिन मल्टीरेट के संदर्भ में हम इसका लाभ उठाएंगे और फिर यह एक बहुत ही दिलचस्प परिप्रेक्ष्य है कुछ ऐसा जिसे आप टाल नहीं सकते हैं लेकिन इसका वास्तव में कुछ लाभ है और यह एक ऐसी चीज है जिसका हम अध्ययन करेंगे तो अब हम कुछ बुनियादी आधारों को एक साथ रखना चाहते हैं जिस पर हम अपने पाठ्यक्रम के पहलुओं का निर्माण करेंगे तो जिन तत्वों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो इसका पहला भाग सैंपलिंग लेने के पहलू हैं और हम विशेष रूप से पीरियाडिक सैंपलिंग देख रहे हैं जिसका अर्थ है कि हमारे पास एक बुनियादी सैंपलिंग पीरियड है ठीक है और एक सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है यह सैंपलिंग पीरियड है इसकी इकाई समय है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हम इसे प्रति सेकंड या प्रति सेकंड सैंपल के संदर्भ में रेडियन से संकेत कर सकते हैं तो fS TS रेसिप्रोकाल है यह प्रति सेकंड सैंपल है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी या यह हर्ट्ज में भी संकेत दिया गया है ठीक है और हां हमारे पास ये ΩS हैं जो कि 2πfs हैं यह प्रति सेकंड रेडियन में होगा इसके साथ काम करने में भी उतना ही सहज होने की जरूरत है इसलिए हमारे पास अंतर्निहित प्रक्रिया है जहां हम कंटीन्यूअस टाइम डोमेन xc एक कंटीन्यूअस टाइम से एक डिस्क्रीट-टाइम पर जाना चाहते हैं इसलिए यहाँ हमारे पास x n है जो सैंपलिंग पीरियड के पूर्णांक गुणकों पर कंटीन्यूअस टाइम का सैंपल है तो जो फिर से तस्वीर है जिसके बारे में हमने बात की है तो आप इसे समान रूप से स्पेस्ड किए गए सैंपल पर ले जाएं यह वास्तव में टीएस है सैंपलिंग पीरियड है और ये समान रूप से फैलाए गए सैंपल हैं ठीक है तो यह कुछ ऐसा है जो कई बार छात्र इसे देखते हैं और कहते हैं कि ओह हां यह ए डी कनवर्टरAD converter है इसलिए हम थोड़ा और अधिक सटीक होना चाहते हैं क्योंकि हाँ यह ए डी कनवर्टरAD converter के समान है लेकिन यह काफी नहीं है यह कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट-टाइम सी डी कनवर्टर CD converter है फिर से प्रकाश डालूंगा तो यह कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट-टाइम कनवर्टर है और सख्ती से ए डी AD नहीं है हालाँकि ऐसा लगता है कि यह वही कार्य कर रहा है लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है ठीक है तो हमे इस विशिष्टता को बनाने का कारण यह है कि आप सिग्नल के क्वांटाइजेशन के बिना कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट-टाइम तक जा सकते हैं तो मूल रूप से अगर x n को अनंत शुद्धता मिली है तो हम इसे कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के बिल्कुल डिस्क्रीट-टाइम संस्करण कहते हैं यह क्वांटाइज़ नहीं है हालांकि यह नहीं है यदि आपके पास एक परिमित परिशुद्धता है तो यह एक डिजिटल सिग्नल बन जाता है जो बिट्स की परिमित संख्या के रूप में दर्शाया जाता है ठीक है तो ऐ डी A D एनालॉग से डिजिटल के अनुरूप है इसलिए ऐसा है इसलिए यदि हमारी चर्चा में हम वास्तव में इस तथ्य पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं सिग्नल को कैसे क्वांटाइज़ करता हूं क्योंकि हर समय हम कह रहे हैं कि ठीक है अगर मैं पर्याप्त मात्रा में सटीक उपयोग कर रहा हूं हालांकि हम मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के एक अनुप्रयोग के रूप में ए डी AD के बारे में बात करेंगे लेकिन मैं सिर्फ आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट-टाइम तक जाने के लिए वास्तव में हमें सिग्नल का प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल किया गया है समय अक्ष में क्वांटाइज़ड है लेकिन एम्पलीटूड पैमाने में नहीं वहां मेरी असीम परिशुद्धता है इसलिए ए डी AD और सी डीCD के बीच का अंतर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा हम मुख्य रूप से सी डी C D के बारे में बात कर रहे हैं तो अब परिचय के लिए कि सी डी C D क्या होगा सी डी C D के अंदर क्या होगा मेरे पास कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है मुझे इसे एक इम्पल्स स्ट्रीम एस टी s के साथ गुणा करना होगा एस टी s मैं इसे एक इम्पल्स स्ट्रीम के रूप में लिखने जा रहा हूं एस टी s सैंपलिंग सिग्नल इम्पल्स स्ट्रीम है ठीक है यह योग होगा ध्यान रखें कि यह आपका डिस्क्रीट-टाइम डेल्टा फ़ंक्शन नहीं है यह डीरेक डेल्टा है क्योंकि मैं एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल पर काम कर रहा हूं तो यह डीरेक डेल्टा है और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि हम डीरेक डेल्टा फ़ंक्शन के गुणों से परिचित हों गुण जैसे कि सैंपलिंग क्षेत्र की संपत्ति फिर से हम इसे संक्षेप में स्पर्श करेंगे क्योंकि यह हमारा ध्यान नहीं है बल्कि यह ध्यान रखना है कि यह है इसलिए यदि आप इसका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो आपके पास डीरेक डेल्टास का एक सेट है जो यूनिफार्मली से फैला हुआ है ठीक है ये सब हैं इसलिए आप इसे 0 टी स 2 टी स इत्यादि के रूप में सोच सकते हैं मैं इसे अपने xc कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के साथ गुणा करता हूं चूंकि डीरेक डेल्टास को केवल उसी जगह परिभाषित किया जाता है जहां डेल्टा होता है यह मूल रूप से अन्य बिंदुओं पर सिग्नल को मिटा देता है मूल रूप से डीरेक डेल्टा की सैंपलिंग विशेस्ता इसलिए मैं इसका उपयोग करता हूं इसलिए s के साथ गुणा करें ठीक है तो अब मेरे पास क्या है मैंने एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल लिया है मैंने इसे एक अनुक्रम या डीरेक डेल्टास की एक स्ट्रीम के साथ गुणा किया है यह अभी भी एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है जो मेरे पास है इसलिए मुझे इसे एक डिस्क्रीट-टाइम इम्पल्स स्ट्रीम में बदलना चाहिए इसलिए मूल रूप से मुझे इसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में बदलना चाहिए x n मूल रूप से इसमें मूल्य होना चाहिए यह अब करंट या वोल्टेज नहीं है यह एक एनालॉग सिग्नल नहीं है मुझे इसे एक नंबर में बदलना होगा तो इस बिंदु पर यह xs है कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को इम्पल्स स्ट्रीम के साथ गुणा किया गया है और इस इम्पल्स स्ट्रीम इन इम्पल्सीस में से प्रत्येक को एक निश्चित एम्पलीटूड मिला है जिसे एक संख्या में बदलना होगा इसलिए मेरे पास एक बॉक्स है जो कहता है कि मैं इम्पल्स स्ट्रीम को एक डिस्क्रीट-टाइम सीक्वेंस में बदल दूंगा ठीक है क्योंकि xc एक करंट या वोल्टेज या कुछ एनालॉग सिग्नल है इसलिए इसे संख्याओं के अनुक्रम में बदलना होगा इसलिए पूरी चीज़ को एक बॉक्स में रखें और आप एक सैंपलिंग पीरियड टीएस निर्दिष्ट करें क्योंकि यह टीएस भी एस टी s को प्रभावित करेगा और इसके आधार पर आपको सैम्पल्स मिलेंगे जो कि xc पर हैं xc एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है x n संख्याओं का एक सीक्वेंस है हम मानते हैं कि संख्याओं के इन सीक्वेंस में अनंत परिशुद्धता हो सकती है इसलिए सैंपलिंग के बिंदुओं पर जानकारी का कोई नुकसान नहीं है जहां सैंपल हुआ है इसलिए यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से न्यक्विस्ट के सैंपल को संतुष्ट करना होगा यदि आप पुनर्निर्माण करना चाहते हैं पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे वह यह है कि अगर मैं TS को TS 2 ठीक या TS k कुछ पूर्णांक मान से प्रतिस्थापित करता हूं तो क्या होगा या क्या होता है यदि मैं TS k के साथ TS को प्रतिस्थापित करता हूं तो मैंने मूल रूप से एक बड़ा सैंपलिंग पीरियड और उस समय को पेश किया है जब हम उम्मीद करते हैं कि अलियासिंग एक समस्या बन सकती है हम इसे कैसे समझते हैं और इसे लागू करते हैं हम मल्टीरेट सिस्टम के संदर्भ में इसका लाभ कैसे उठाते हैं तो यह कुछ आवश्यक तत्व हैं जो हम पाठ्यक्रम में अध्ययन करेंगे तो संक्षेप में मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी की नींव रखने के बारे में है जहां आप डिस्क्रीट-टाइम सिग्नल के डिस्क्रीट-टाइम प्रोसेसिंग से बहुत परिचित हैं हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के अंतर्निहित लिंक को ध्यान में रखते हुए सैंपलिंग रेट को बदलने में भी सक्षम हों क्योंकि यदि आप सिग्नल बदलते हैं तो सैंपलिंग रेट मनमाने ढंग से आप इस तरह के रूप में आर्टफैक्टस या इम्पेरमेंट्स जैसे के अलियासिंग हो सकता हैं हम नहीं चाहते कि अलियासिंग हो या ऐसा होने पर भी हम इसे नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहते हैं तो सैंपलिंग रेट को बदलने की धारणा इस मायने में नॉन त्रिविअल है कि आपको कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए अपना लिंक रखने की आवश्यकता है ठीक है इसलिए एक बार जब आपके पास यह मूल ढांचा होगा तो हम पाते हैं कि यह वास्तव में एक बहुत समृद्ध क्षेत्र है जो आपको बहुत सारे दिलचस्प ऍप्लिकेशन्स देगा यहां तक कि अगले व्याख्यान में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सीडी प्लेयर में ए डी कनवर्टर AD converter वास्तव में उन सिग्नल की गुणवत्ता का उत्पादन करने के लिए मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग का लाभ उठाता है जो आप ऑडियो सिस्टम पर सुनवाई के लिए उपयोग किए गए हैं इसलिए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम इनमें से कई को देखेंगे यह एक बहुत ही ठोस गणितीय ढांचे पर बनाया गया है इसलिए मुझे यकीन है कि आप सैंपलिंग रेट में कमी जैसे बुनियादी ब्लॉकों से परिचित हैं यह एक सैंपलिंग रेट में कमी है एक सैंपलिंग रेट है या सैंपलिंग रेट में वृद्धि है यहां तक कि अगर आप इन धारणाओं से बहुत परिचित नहीं हैं तो भी हम यही करेंगे क्योंकि यही वह है जो हमें सैंपलिंग रेट को बदलने की अनुमति देता है और ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम इन संरचनाओं को बहुत कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं और हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं मैं आपको निम्नलिखित प्रश्न के साथ छोड़ना चाहूंगा मान लीजिए कि मेरे पास स्पीच है ठीक है जो 4 किलो हेर्त्ज़ तक सीमित है ठीक है हमारा अधिकांश मानवीय स्पीच उसी सीमा में है और मैंने इसे सैंपल लिया है टी स 1 8 किलो हेर्त्ज़ TS 1 8 KHz पर ठीक है तो दूसरे शब्दों में वहाँ स्पीच है जो मैंने 8 किलो हेर्त्ज़ पर सैंपल लिया है यह मूल रूप से मुझे बताता है कि मुझे बिना किसी के पुनर्निर्माण में सक्षम होना चाहिए उच्च निष्ठा के साथ पुनर्निर्माण संभव है हाँ ठीक है अब क्या होगा अगर मैं इन सैम्पल्स को ले जाऊं और उन्हें सैंपलिंग रेट TS2 पर फिर से संगठित करूं जो TS1 से अधिक है आप सवाल समझ गए मेरे पास सैम्पल्स हैं उन्हें एक निश्चित सैंपलिंग रेट पर ले जाया गया है लेकिन मैं उन्हें वापस सुन रहा हूं या मैं पुनर्निर्माण कर रहा हूं वही तेज दर से सिग्नल वापस सुन रहा है यह कैसा लगेगा इससे क्या होता है यह निश्चित रूप से वही ध्वनि नहीं होगी क्या हो रहा है और क्या यह अधिक तेज़ या कम ध्वनि करता है या अधिक आधार लगता है अधिक तेज़ और ऐसा क्यों है आपने बढ़ाया नहीं आपने किसी उच्च फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का परिचय नहीं दिया आपने अभी वापस सुना है इसके बारे में सोचो क्योंकि यह सहज है क्योंकि अगर आप प्लेबैक करते हैं तो मुझे यकीन है कि आपने 2X फास्ट फॉरवर्डिंग किया है और फिर आप सुनते हैं और यह तेज़ लगता है तो जाहिर है आप उस के अभ्यस्त है लेकिन आप इसे एक स्पेक्ट्रल कंटेंट से कैसे समझाते हैं और इसका बहुत कुछ बहुत ही सहज तरीके से मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग को समझने में जाता है तो में तुम पर छोड़ दूँ मेरा मतलब है मैं आपको इस बारे में सोचने के लिए छोड़ देता हूं कृपया ओपेनहेम और शेफ़र अध्याय 4 खंड 1 2 और 3 को पढ़ें क्योंकि यह सैम्पल्स लेने पर मूल खंड है हम इसे वहां से उठाएंगे मुझे लगता है कि हम इस भाग को तेज गति से कर सकते हैं और फिर उठाते हैं एक बार जब हम मल्टीरेट multirate भाग के लिए पहुँचते है तब हम अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कृपया इसे अगले व्याख्यान में पढ़ें हम सैम्पल्स और पुनर्निर्माण को देखेंगे हमारे लिए सैंपलिंग और पुनर्निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर बार जब हम सैंपलिंग रेट बदलते हैं तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ न करें जो सिग्नल्स की निष्ठा को नष्ट कर दे तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है धन्यवाद हम आपको अगली कक्षा में देखेंगे